सभी को नमस्कार इस सप्ताह के पांचवें व्याख्यान में आपका स्वागत है तो हम शब्द एम्बेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए पिछले व्याख्यान में हमने चर्चा की कि शब्द एम्बेडिंग का उपयोग करने के पीछे अलग अलग विचार क्या हैं यहां विभिन्न आयामों के लिए कुछ व्याख्या क्या हो सकती है और विभिन्न कार्य क्या हैं जहां आप इन शब्द एम्बेडिंग का उपयोग कर सकते हैं लेकिन हम सीखने के हिस्से से नहीं जाते हैं हम वास्तव में विभिन्न शब्दों के लिए इन शब्दों को कैसे प्राप्त करते हैं तो आज इस व्याख्यान में हम विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि हम इन एम्बेडिंग को कैसे प्राप्त करते हैं इसलिए पिछले व्याख्यान में हमने चर्चा की कि शब्द एम्बेडिंग के लिए 2 अलग अलग मॉडल हैं तो इसका मतलब है कि दो मुख्य मॉडल एक कंटीन्यूअस बैक अवे वर्ड्स मॉडल है और दूसरा स्किप ग्राम मॉडल है वहां क्या विचार है कंटीन्यूअस बैक अवे वर्ड्स मॉडल में नज़दीकी शब्दों का उपयोग करते हुए हम केंद्र शब्द की भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहे हैं केंद्र शब्द का उपयोग करते हुए एक स्किप ग्राम मॉडल में हम नज़दीकी शब्दों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आइए देखें कि हम CBOW मॉडल में क्या करते हैं तो यहाँ हम कहते हैं कि हमारे पास एक गद्य है हाल ही में शुरू किया गया निरंतर स्किप ग्राम मॉडल उच्च गुणवत्ता वाले वितरित वेक्टर प्रतिनिधित्व सीखने के लिए एक प्रभावी तरीका है तो यह परीक्षण डेटा है कि हमारे पास बहुत कुछ है और हम विभिन्न शब्द एम्बेडिंग के लिए उसका निरूपण सीखने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए एक बार में हम यहां एक विशेष विंडो से गुजरेंगे इसलिए हम एक शब्द पर ध्यान देंगे तो हम कहते हैं कि हम लर्निंग जैसे एक शब्द पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे हम उस शब्द के चारों ओर एक विंडो लेंगे अब विंडो का आकार अलग अलग हो सकता है और यह एक हाइपर पैरामीटर हो सकता है जिसे आप चुनेंगे तो आप a चुन सकते हैं कि हम वहां से पहले और उसके बाद आगे ले जाएंगे इसलिए इस शब्द लर्निंग के आसपास इन 8 शब्दों का उपयोग करते हुए हम इस शब्द सीखने की भविष्यवाणी करने की कोशिश करेंगे तो हम इसे कैसे करते हैं तो कल्पना कीजिए टेक्स्ट पर एक स्लाइडिंग विंडो है जिसमें केंद्रीय शब्द और 4 शब्द और पूर्ववर्ती शब्द और इसके साथ आने वाले 4 शब्द शामिल हैं जैसे यहाँ लर्निंग हमारा फोकस शब्द है और इससे पहले ४ शब्द और उसके बाद ४ शब्द हैं और आप इसे संदर्भ शब्द भी कह सकते हैं और आमतौर पर संदर्भ शब्द पर हम फोकस शब्द को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो यह कुछ प्रकार का नेटवर्क प्रतिनिधित्व है और यह सीखना कैसे होगा तो आप यहाँ देख रहे हैं आपके पास इनपुट में विभिन्न कॉलम वैक्टर हैं तो हमें इससे क्या मतलब है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं आप इनपुट के रूप में एक हॉट एन्कोडिंग में डाल रहे हैं तो मेरे पास इस कॉलम वेक्टर का आकार v है तो अब आकार V का कॉलम इसलिए V मेरी शब्दावली का आकार है हमारी शब्दावली में हमारे पास कई शब्द हैं इसलिए हम इसे केवल V का उपयोग नहीं कर सकते V हमारी शब्दावली का आकार है अब आपके संदर्भ में हम कुछ ऐसे शब्द रख रहे हैं जो शब्दावली में होंगे तो हम कहते हैं कि यह उस शब्द का सूचकांक है तो यह इनपुट बाकी सब 0 होगा और यह 1 होगा इसलिए उस शब्द का एक हॉट एन्कोडिंग कॉलम वेक्टर इस तरह आपके संदर्भ में आपको लगता है कि यहाँ 8 शब्द हैं तो हम इन सभी 8 को एक हॉट रूपों मैं भरेंगे तो यहाँ यह एक यहाँ हो सकता है 0 यहाँ यह 1 और कहीं और बाकी जगह हो सकता है 0 यही वह इनपुट है जो आप भर रहे हैं अब इस इनपुट का उपयोग करते हुए आप एक छिपी हुई परत का उपयोग कर रहे हैं यह N आयाम है हमें याद है कि यह N महत्वपूर्ण होगा हम देखेंगे कि यह N क्या है तो अब आकार V अब हम इन 2 N आयामों को मैप करना चाहते हैं तो हमारे पास एक वजन मैट्रिक्स होगा आइए हम w1 को आयाम कहते हैं तो यह वी क्रॉस 1 है तो आप इसे 1 क्रॉस V के रूप में ले सकते हैं इसलिए आपके पास यह V क्रॉस N के रूप में होगा ताकि अंतिम निरूपण N आयामी हो इसलिए आपके पास प्रत्येक इनपुट पर समान वेट मैट्रिक्स होगा तो आप प्राप्त करेंगे और फिर आप इन सभी के औसत को इन N आयामों से ले सकते हैं जो आप फिर से अपने Vआयाम पर जाते हैं यह आपका एक उत्पादित परत है तो यहां दूसरा वजन क्या होगा यह N क्रॉस V होगा देखिए I एक V आयाम के साथ शुरू होता है जो N आयाम पर जा रहा है और छिपा हुआ है और फिर आउटपुट में V आयाम पर जा रहा है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं तो क्या कनेक्शन में जाने से पहले एक नेटवर्कजिसमें आप कुछ इनपुट डाल रहे हैं आपके संदर्भ शब्द हैं तो मान लीजिए कि आपके पास 8 अलग अलग एक हॉट वैक्टर हैं और अंत में यहां जो भी होता है आप अपना केंद्र शब्द बनाने की कोशिश कर रहे हैं यह आपका केंद्र शब्द होना चाहिए तो यहाँ क्या होगा आपके पास विभिन्न वेट W 1 W n कुछ संख्याएँ होंगी जिन्हें आप W V कुछ V भिन्न संख्याएँ प्राप्त करेंगे और आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं वास्तविक केंद्र शब्द मान लीजिए यह हमारा केंद्र शब्द है यह उच्चतम संभावना है और अगर यह उच्चतम संभावना नहीं है तो आप अपने नेटवर्क में वेट को रूपांतरित करने का प्रयास करेंगे तो यह एक उच्च संभावना हो जाता है तो अभी क्या हो रहा है तो अब देखते हैं कि इन सभी कनेक्शनों से हमारा क्या तात्पर्य है तो यहाँ से क्या होगा तो आइये स्लाइड्स पर चले इसलिए प्रत्येक शब्द एक हॉट रूप में इनकोड किया गया है हमारे पास एक छिपी हुई परत और एक आउटपुट परत है तो आपके पास 2 अलग अलग वज़न के मैट्रिक्स हैं एक है V क्रॉस N दूसरा N क्रॉस V इसलिए इनपुट से आप हिडेन की तरफ जाते हैं हिडेन से आउटपुट पर जाते हैं आउटपुट से आप केंद्र शब्द की भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरी प्रशिक्षण वस्तु यहाँ क्या है तो आप देखते हैं कि हम कुछ शब्द प्राप्त कर रहे हैं आउटपुट स्तर पर मेरे सभी V शब्दों के लिए कुछ संख्याएं हैं और यह आप संभावना मूल्य के रूप में सोच सकते हैं और आपके पास एक सवाल हो सकता है कि हम इन नंबरों को संभाव्यता में कैसे बदले हम इसे देखेंगे तो मान लें कि आपके पास V भिन्न संभावना मान हैं अब आप वेट के संबंध में इनपुट संदर्भ शब्द दिए गए वास्तविक आउटपुट शब्द को देखने की सशर्त संभावना को अधिकतम करना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि हम इस संभावना को अधिकतम करना चाहते हैं कि हमें वास्तविक वही मिलेगा जो हमने अपने इनपुट में देखा था न कि किसी अन्य शब्द में इसलिए हमें जो भी संभावना मिल रही है वह हमारा उद्देश्य बन गया है इसलिए हम अपने सभी इनपुट शब्दों को दिए गए आउटपुट शब्द की इस स्थिति की संभावना को अधिकतम करना चाहते हैं और यह संभावना इन सभी भारों के संदर्भ में व्यक्त की जाएगी जो हम अपने नेटवर्क में कर रहे हैं तो हमारे उदाहरण में क्या होगा हम इन सभी 8 शब्दों को उच्च गुणवत्ता वाले वितरित वेक्टर के लिए एक कुशल विधि प्रदान कर रहे हैं और हम लर्निंग की संभावना को अधिकतम करना चाहते हैं आउटपुट की तरह यह हमारा केंद्र शब्द है अब इनपुट से छिपी हुई परत का क्या होता है तो इनपुट हम कह रहे हैं कि आप एक हॉट वैक्टर को भर रहे हैं इसलिए अगर 8 अलग अलग इनपुट शब्द हैं तो हमें 8 अलग अलग एक हॉट वैक्टर मिल रहे हैं अब मुझे मल्टी बैंक से क्या मतलबयह मेरा पहला वेट मैट्रिक्स के साथ एक हॉट वैक्टर है जिसका आयाम V क्रॉस N का है इसलिए आप इस तरह से सोच सकते हैं तो आप एक इनपुट का उपयोग कर डालते हैं तो यह एक शब्द है और एक संबंधित तत्व है जो हमारा इनपुट शब्द है और आप इसे V क्रॉस N वेट मैट्रिक्स के साथ गुणा कर रहे हैं तो यह ऑपरेशन इस तरह का कुछ भी नहीं है लेकिन आप इस मैट्रिक्स की संगत पंक्ति ले रहे हैं इस मैट्रिक्स में V अलग अलग पंक्तियाँ हैं तो ये V पंक्तियाँ आप सोच सकते हैं जैसे कि मेरी शब्दावली में V के अलग अलग शब्द हैं इसलिए जब भी आप एक शब्द का एक और रूप भर रहे हैं तो आप उस पंक्ति को उठा रहे हैं और इसलिए आप इसे 8 अलग अलग शब्दों के लिए कर रहे हैं इसलिए आप मैट्रिक्स के लिए हमारे प्रारंभिक वेट शब्द वेट में 8 अलग अलग पंक्तियों को चुन रहे हैं और फिर आपको C इनपुट शब्द दिए जा रहे हैं तो छिपी हुई परत के लिए एक्टिवेशन फ़ंक्शन बस इसी हॉट पंक्तियों को संग्रहित करेगा इसलिए हम यहां उन हॉट पंक्तियों को उठाएंगे जो इनपुट शब्दों से मेल खाती हैं और C से विभाजित करती हैं ताकि मेरे पास औसत प्रतिनिधित्व हो तो अब आप समझते हैं कि इनपुट से छिपी हुई परत में क्या जा रहा है आप अपने वेट मैट्रिक्स से अलग अलग एक हॉट सी अलग अलग पंक्तियाँ ले रहे हैं और जो आपके छिपे हुए लेयर में जाती है उन्हें एवरेज करती है अब हिडन से आउटपुट परत पर क्या होता है तो याद रखें कि हमारे पास एक दूसरा वेट मैट्रिक्स W 2 है जो हिडन से आउटपुट लेयर से में जाता है और यह डायमेंशन N क्रॉस V है इसलिए अब प्रत्येक 1 क्रॉस M में एक हिडन लेयर डायमेंशन इसलिए यदि हम इसे 1 N मैट्रिक से गुणा करें N क्रॉस V मैट्रिक्स के साथ तो हमें एक 1 क्रॉस V मैट्रिक्स मिलेगा और वह मेरी आउटपुट लेयर है तो यह 1 क्रॉस V मैट्रिक्स भी मेरी शब्दावली में विभिन्न शब्दों के लिए वजन होने के बारे में सोचता है और हम अपने केंद्र शब्द के लिए वजन को अधिकतम करना चाहते हैं तो छिपी हुई परत से आउटपुट परत तक दूसरे शब्द मैट्रिक्स W 2 का उपयोग हमारी शब्दावली में प्रत्येक शब्द के लिए एक स्कोर की गणना करने के लिए किया जा सकता है और अब आप वेट प्राप्त कर सकते हैं हम उन्हें संभाव्यता मूल्यों में कैसे परिवर्तित करते हैं और इसके लिए आप सॉफ्टमैक्स का उपयोग करते हैं सॉफ्टमैक्स का विचार क्या है तो यहाँ आपको वेट W1से WV मिलेगा वे कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है अब आप इसे कैसे संभाव्यता वितरण में परिवर्तित करते हैं तो यह एक सरल विचार है जो सॉफ्टमैक्स में है तो सॉफ्टमैक्स में आप क्या करते हैं आपको W 1 से W v दिया जाता है और आप इसे संभावना वितरण में बदलना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि हम इन सभी को केवल गुणा करते हैं तो हम इन पर एक घातांक लगाएंगे इसलिए e को पॉवर W 1 e का पॉवर Wv पर लाएं अब वे सभी पॉजिटिव नंबर हैं और फिर उन्हें प्रोबेबिलिटी में बदलने के लिए हम e W i पर समेशन द्वारा विभाजित करेंगे तो अब यह 1 से कुछ बंद होगा क्योंकि यह सामान्यीकृत है और ये हमारी संभाव्यता वितरण हैं इसलिए हमारे पास यह वेट हैं हम उन्हें सॉफ्टेमैक्स का उपयोग करके उन्हें संभाव्यता मानों में परिवर्तित करते हैं और फिर हम अपने वास्तविक केंद्र शब्द की संभावना को अधिकतम करने की कोशिश करेंगे यह हमारा प्रशिक्षण उद्देश्य बन जाएगा और इसके आधार पर हम अपना वजन सीखेंगे इसलिए हम इस सीखने की समस्या के बारे में थोड़ी बात करेंगे जब हम एस्केप ग्राउंड के अगले मॉडल पर जाएंगे लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास इन वेट्स को सीखने का कोई तरीका है और आखिरकार मेरे पास वजन 1 और W 2 का इष्टतम सेट है अब वैक्टर शब्द कहां हैं आपके शब्द वैक्टर क्या हैं यहां हम एक हॉट वेक्टर भर रहे हैं यह सीखा नहीं जा रहा है यह बिल्कुल वैसा है तो हमारे शब्द वेक्टर अब कहाँ सीखे जा रहे हैं अगर आप इसके बारे में सोचते हैं इसलिए हम जो सीख रहे हैं वह वेट मैटर रिसर्च है यह V क्रॉस N है यह N क्रॉस V है इसलिए हम एक ट्रांसफर ले सकते हैं यह भी V क्रॉस N बन जाएगा इसलिए आप इसके बारे में सोच सकते हैं जैसे कि प्रत्येक शब्द के लिए आप एक N आयाम प्रतिनिधित्व सीख रहे हैं इस मैट्रिक्स को जानने के बाद आप इन वेट वन और वेट 2 को आपके शब्द एम्बेडिंग के अनुरूप करेंगे तो W 1 आकार का होगा इसलिए W 1 आकार V क्रॉस N का होगा इसलिए आप किसी भी वेक्टर i को ले सकते हैं और N आयामी प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकते हैं और जिस संकेत को आप अपने डी डायमेंशनल प्रतिनिधित्व के रूप में भी सोच सकते हैं तो प्रत्येक शब्द के लिए आपको एक आयामी वेक्टर मिल रहा है इसी तरह W2 के लिए आप इसी तरह प्राप्त करेंगे यदि आप एक प्रस्ताव लेते हैं तो आपको V क्रॉस N प्रतिनिधित्व मिलेगा और सामान्य तौर पर आप क्या करते हैं आप एक ले सकते हैं इसलिए आपको 2 वैक्टर मिल रहे हैं W 1 से W 2 इसलिए हम अंत में इन 2 वैक्टर को जोड़ सकते हैं या तो आप इन वैक्टर या एक ही शब्द या कुछ इन शब्दों को संक्षिप्त कर सकते हैं अधिक या औसत लेते हैं और यह ठीक काम करता है तो यह इसके अलावा है कि आप इन एम्बेडिंग को सीखने के लिए किस तरह के नेटवर्क का उपयोग करते हैं तो ये वेट कुछ भी नहीं हैं लेकिन हमारे एम्बेडिंग हैं कि हम सीख रहे हैं तो यह शब्द मॉडल के निरंतर वापस आने के बारे में है अब स्किप ग्राम क्या होगा स्किप ग्राम मॉडल में नेटवर्क थोड़ा बदल जाएगा इसलिए अब हम केवल एक इनपुट वेक्टर के लिए केवल केंद्र शब्द फ़ीड करेंगे लेकिन हम कई संदर्भ शब्दों की भविष्यवाणी करेंगे इसलिए अब इनपुट से लेकर हिडन तक एक ही हैं तो केवल एक इनपुट वेक्टर है लेकिन आउटपुट में कई वेक्टर हैं तो आइए हम स्किप ग्राम मॉडल देखें स्किप ग्राम मॉडल CBOW मॉडल के विपरीत है तो आपके पास केंद्र शब्द है एकल वेक्टर के रूप में और लक्ष्य संदर्भ शब्द आउटपुट लेयर पर हैं यह हमारी आउटपुट लेयर है और आप अब बहुत आसानी से सीबीओडब्ल्यू में हमारे साथ किए गए सहसंबंध को समझ सकते हैं तो वज़न मोटे तौर पर एक ही विचार के अनुरूप है तो अब हमें औपचारिक रूप से परिभाषित करने दें ताकि हम देखें कि हम नेटवर्क के उपयोग से कैसे सीख सकते हैं लर्निंग कैसे होगी और वेट अपडेट कैसे होंगे लेकिन क्या आप इसे गणितीय रूप से लिखना चाहते हैं और हम यह कैसे करते हैं तो हाँ यह सीबीओडब्ल्यू के मामले को खोजने के लिए बहुत अनुरूप है तो यहां इनपुट से छिपी हुई परत तक हम केवल वजन मैट्रिक्स W1 से पंक्ति की नकल कर रहे हैं इसलिए हमारे पास केवल एक इनपुट है इसलिए हम केवल एक पंक्ति की नकल करेंगे और वह हमारी छिपी हुई परत पर जाएगी अब आउटपुट लेयर पर हमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन देखने होंगे और हम अपनी छिपी हुई परत का उपयोग करके अलग अलग संदर्भ शब्दों को देखने की भविष्यवाणी करने की कोशिश करेंगे और मेरा आउटपुट परत के सभी संदर्भ संस्करण में कुछ भविष्यवाणी त्रुटियों को अधिकतम करना है तो आप हालांकि भविष्यवाणी करना चाहते हैं इसलिए हम अपने वास्तविक संदर्भ शब्दों को देखने की संभावना को अधिकतम करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक विंडो है जहाँ मेरे पास छोटे c शब्द बायीं तरफ हैं और छोटे c शब्द दायीं तरफ तो मेरा प्रशिक्षण उद्देश्य क्या हो सकता है यह हो सकता है कि हम अधिकतम करने की कोशिश कर रहे हैं मान लें कि हम एक लॉग प्रोबिलिटी Wt प्लस दिए गए Wt लेते हैं Wt केंद्र शब्द है और हम जा रहे हैं नकारात्मक c के बराबर या छोटा j से जो बराबर है c के आकार c की विंडो j के चारों तरफ और j बराबर नहीं 0 के और यह हम सभी संभावनाओं के लिए कर सकते हैं सभी संभव केंद्र शब्द और यह हमारा प्रशिक्षण उद्देश्य बन जाता है तो हम वही देखेंगे इसलिए हम प्रत्येक c की लंबाई की विंडो में आसपास के शब्दों की भविष्यवाणी कर रहे हैं शब्द हमारा ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन हम वर्तमान केंद्र शब्द को देखते हुए किसी भी संदर्भ शब्द की लॉग संभावना को अधिकतम करना चाहते हैं इसलिए हम इस संभावना को अधिकतम करने की कोशिश कर रहे हैं दिए गए w t पर w t प्लस j की संभावना और सभी संभव संदर्भ शब्दों पर योग और फिर हम इसे अपने इनपुट में सभी संभावित शब्दों के साथ जोड़ सकते हैं और यह हमारा संपूर्ण उद्देश्य बन गया है इसलिए j थीटा और सभी मापदंडों का थीटा सभी वजन मैट्रिक्स W1 और W2 जिसे हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो अब यह हमारा उद्देश्य है और हम इसे अधिकतम करना चाहते हैं और ऐसा करके हम अपने पैरामीटर थीटा सीखना चाहते हैं और हम यह कैसे करते हैं सबसे पहले आइए देखें कि इन संभावनाओं की गणना कैसे की जाएगी संभाव्यता Wt प्लस j दी गई Wt अब यह वास्तव में आप पहले ही देख चुके होंगे कि नेटवर्क का उपयोग करने के मामले में लेकिन जिसके उपयोग से कुछ गणित दिखाया जा सकता है तो विचार यह है कि हम कहते हैं कि हमें P Wo दिए गए WI की संभावना है WI मेरा संदर्भ शब्द है और W आउटपुट शब्द है यह है की हमें खेद है इसलिए हमें केंद्र शब्द के रूप में कहना चाहिए और यह हमारा आउटपुट शब्द है ये सभी संदर्भ शब्द हैं आइए हम दिए गए संदर्भ शब्दों के लिए कहें कि हम इसे कैसे लिखते हैं और हम कह रहे हैं कि हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं वह है घातांक V प्राइम Wo ट्रांसपोज़ V WI के जो विभाजित है W बराबर १ से कैपिटल W V प्राइम W ट्रांसपोज़ V WI के पूरे जोड़ से और ये इस संभावना का सूत्रीकरण हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं इसलिए जो कुछ भी अलग है वह हमने यहां लिखा है तो एक चीज आप देख रहे हैं कि एक V है और एक V प्राइम है तो प्रत्येक शब्द के लिए आपके पास 2 वैक्टर हैं एक V है और दूसरा V प्राइम है तो V के लिए है तो V केवल इनपुट सेंटर शब्द के लिए उपयोग होता है और V प्राइम का उपयोग आउटपुट के लिए किया जाता है इसलिए जब हम आउटपुट शब्द को प्री करने के लिए इनपुट शब्द का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम बस इनमें से एक डॉट उत्पाद ले लेंगे अब दोनों वेक्टर जैसे कॉलम वैक्टर हैं तो V WI इस फॉर्म का होगा और V Prime W एक कॉलम वेक्टर के रूप में भी होगा तो हमें इन 2 को गुणा करके एक नंबर कैसे मिलेगा हम इसका एक संक्रमण ले लेंगे और इस से गुणा करेंगे और यही हम यहाँ कर रहे हैं V प्राइम W ट्रांस्पोज टाइम्स V W वह हमें एक ही नंबर देता है अब यह संख्या हम एक संभाव्यता मान में परिवर्तित करना चाहते हैं तो फिर हम उस पर एक सॉफ्टमैक्स का उपयोग कर रहे हैं घातांक इस संख्या पर जो विभाजित है Iआई से ये उन सभी शब्दों के लिए होगा आउटपुट में तो इसीलिए मेरे पास सभी शब्दों पर एक समेशन है W मेरी शब्दावली में कुल शब्दों की संख्या है यह एक संभाव्यता वितरण के बारे में कुछ भी नहीं है और आप देख सकते हैं कि सभी शब्दों के लिए वि P दिया गया WI इस सामान्यीकरण कारक के कारण Wo को 1 में जोड़ देगा तो यह शब्द जोड़ा गया है यह मुझे Wo दिए गए WI की सशर्त संभावना दे रहा है अब एक साधारण व्यायाम के रूप में आप यह देखने की कोशिश कर सकते हैं कि यह नंबर उस नेटवर्क से कैसे आता है जिसके बारे में हमने बात की थी इसलिए हमारे पास एक नेटवर्किंग व्याख्या थी अब हमारे पास कम व्याख्या की एक सरल मैट्रिक्स है तो वे एक दूसरे के अनुरूप कैसे हैं और वे इस विचार का उपयोग करते हैं कि शब्द एक सॉरी वेट 1 और वेट 2 है ये क्या हैं वजन 1 इनपुट के अनुरूप होता है और आउटपुट के अनुरूप होता है इस विचार का उपयोग करें और देखें कि नेटवर्क का उपयोग करके भी आप आउटपुट लेयर पर x सॉफ्टनेस लगाकर इस प्रायिकता का एक ही रूप प्राप्त कर रहे हैं और आप देखेंगे कि आप वास्तव में एक ही फॉर्म प्राप्त कर रहे हैं तो अब हमारे पास यह सूत्रीकरण Wo दिया गया WI इस विशेष सूत्रीकरण और हमने इसे अपने संदर्भ में सभी शब्दों के लिए यहाँ रखा है और यह हमारा j थीटा बन गया है यह हमारा उद्देश्य है अब हमारा उद्देश्य क्या है हम अपना V और V प्राइम सीखना चाहते हैं इसलिए हम अपने V और V प्राइम को सीखने की कोशिश करेंगे ताकि यह अनुकूलित हो और इसके लिए एक सरल तरीका है कि आप डीसेंट एल्गोरिथ्म का उपयोग कर सकते हैं तो आप इनमें से प्रत्येक पैरामीटर के संबंध में j थीटा के पार्शियल डेरीवेटिव लेने की कोशिश कर सकते हैं और तदनुसार अपने वजन को अपडेट कर सकते हैं तो यह संभावना स्थिति है संभावना वितरण फ़ंक्शन जो हमने पाया है और V और V प्राइम एक ही शब्द W के इनपुट और आउटपुट वेक्टर प्रतिनिधित्व हैं इसलिए प्रत्येक शब्द में अब 2 वैक्टर हैं तो मान लीजिए कि हमारे पास d डायमेंशनल वैक्टर हैं तो d नेटवर्क टर्म्स में हमारी हिडन लेयर्स का आयाम है या प्रत्येक शब्द जो प्रतिनिधित्व है के लिए आयाम प्रतिनिधित्व का उपयोग हम करते हैं इसलिए हमारे पास कई शब्द हैं तो हमारे पैरामीटर थीटा का आकार क्या है इसलिए हमारे पास प्रत्येक शब्द के लिए कैपिटल वी शब्द है जो कि इनपुट वेक्टर और आउटपुट वेक्टर है तो 2 V वेक्टर और आयाम के प्रत्येक वेक्टर d हैं इसलिए हमारे पास 2d गुना कैपिटल V है कि कई मापदंडों को धीमा करना चाहिए यह मेरा पूरा सेट थीटा होना चाहिए और सरल ढाल मूल सूत्र क्या है तो यह ऐसा है जैसे आप उस विशेष पैरामीटर के संबंध में डेरीवेटिव लेते हैं तो नया थीटा j है थीटा j ओल्ड माइनस अल्फा जो हमारा लर्निंग डेटा है और आप पुराने मानों को डालते समय पैरामीटर के संबंध में j थीटा का एक पार्शियल डेरीवेटिव लेते हैं अब हम यह मान रहे हैं कि आप उस आइडियल ग्रेडिएंट डिसेंट को जानते हैं जिसका उपयोग किसी विशेष फंक्शन को न्यूनतम करने के लिए ऑप्टिमाइज़ किया जाता है इसलिए अगर हम इस विचार को बहुत संक्षेप में देना चाहते हैं तो यह मान लीजिए कि आपके पास इस तरह का एक सरल कार्य है और हम यह जानना चाहते हैं कि किस पैरामीटर से थीटा किस पैरामीटर से x मान जाएगा यह x पर एक फ़ंक्शन है और यह मेरा y है X के किस मान के लिए यह न्यूनतम है तो हम क्या करेंगे हम N e x से शुरू करेंगे तो मान लीजिए हम इस x 0 के साथ शुरू कर रहे हैं हम फ़ंक्शन के मूल्य का पता लगाएंगे इसलिए हम फंक्शन में जाते हैं तो क्यों माना जाता है f x 0 अब हम जानना चाहते हैं कि x का मूल्य क्या है जहां न्यूनतम है तो हम क्या करेंगे हम x 0 पर इस फ़ंक्शन के डेरिवेटिव को x 0 पर ले जाएंगे और अब अगर हमें अपने ग्रेडिएंट की इस दिशा को कम करना है तो हमें अपने ग्रेडिएंट के विपरीत दिशा में जाना होगा तो हमारा नया मूल्य x शून्य से घटाकर f प्रधान x शून्य होना चाहिए तो हम विपरीत दिशा में जाएंगे और हम कुछ सीखने की दर का उपयोग करेंगे कि आप इस दिशा में किस दर से जाएंगे और यह केवल ढाल का विचार है आप वही करते रहिए तो आप कहीं फिर से जाएं आपको लगता है कि आप इस बिंदु पर जा रहे हैं तो अब आपका ग्रेडिएंट आपको इस दिशा में पॉइन्ट करेगा तो इस दिशा में जाने की कोशिश करेंगे फिर से ढाल आपको कुछ दिशा पॉइन्ट करेगा और अंत में आप अभिसरण करेंगे तो यह ग्रेडिएंट डीसेंट का एक बहुत ही सरल विचार है लेकिन हम आपको सुझाव देंगे कि आप इस पर एक नज़र डालें कि वास्तव में ग्रेडिंग डिसेंट क्या है तो यह एक सरल फंक्शन है लेकिन आपका फंक्शन कई मापदंडों पर हो सकता है तो यहाँ की तरह 2d V आयाम के भीतर हमारा थीटा है इसलिए हमारे पास 2 d गुना V कैपिटल वी जैसे कई पैरामीटर हमारा थीटा एक फ़ंक्शन है हमारा j थीटा इन सभी मापदंडों का एक फ़ंक्शन है तो हम क्या करेंगे हम इनमें से प्रत्येक पैरामीटर के संबंध में एक पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं और तदनुसार उन मापदंडों को अपडेट करते हैं और यह है कि यह कैसा दिखेगा इसलिए हम डेरिवेशन करने में नहीं जा रहे हैं क्योंकि यह इस पाठ्यक्रम के दायरे में नहीं होगा लेकिन अगर आप रुचि रखते हैं तो आप यह पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या हम इस फॉर्म को प्राप्त करते हैं कि मुझे अलग अलग वैक्टर के लिए क्या अद्यतन मूल्य मिलते हैं इन वैक्टर को अपडेट करें और अब एक बार जब हमने ऐसा कर लिया है तो हमारे पास 2 अलग अलग वैक्टर V और V प्राइम हैं और हम बस इन पर कुछ खत्म कर सकते हैं और वह हमें प्रत्येक शब्द के लिए अंतिम एम्बेडिंग देगा और अगर आप और अधिक समझना चाहते हैं कि हम इन मापदंडों को कैसे सीखते हैं तो आपको इस पेपर पर एक नज़र डालनी पड़ सकती है और यह पैरामीटर सीखने के लिए अच्छा ट्यूटोरियल देता है और यह भी कि यदि आप एक इंटरैक्टिव डेमो को आज़माना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं तो क्या काम करना है एक प्रसिद्ध मॉडल और ऐसे 2 भिन्नता c V W और स्किप ग्राम और दोनों का उपयोग किया जाता है इसलिए कुछ कार्यों में स्किप ग्राम को बेहतर दिखाया गया है कुछ CBOW में बेहतर दिखाया गया है और कई अन्य चालें हैं जो हमने इन मापदंडों को सीखने के लिए उपयोग की हैं जिन्हें हमने कवर नहीं किया है हमने केवल आपको अंतर्ज्ञान देने की कोशिश की है इसलिए हमें आशा है कि आपको कम से कम इस बात का अंदाजा होगा कि ये शब्द वैक्टर मेरे डेटा से कैसे सीखे जाते हैं बस नजदीकी शब्द से संदर्भ या संदर्भ से नजदीकी शब्द का अनुमान लगाते हैं और एम्बेडिंग क्या है तो कैसे यह वजन वैक्टर मेरे एम्बेडिंग के लिए तो अब कुछ अन्य मॉडल हैं तो एक अन्य लोकप्रिय मॉडल ग्लोव मॉडल है तो ग्लोव मॉडल का एक मूल अनुभूति क्या है तो इस स्किप ग्राम में हम स्क्रैच से हमारे सभी एम्बेडिंग सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो ग्लोव मॉडल में वे क्या कह रहे हैं तो एक कॉर्पस से आप सह घटना को गिन सकते हैं यह जान लें कि हमने वितरण शब्दार्थ में क्या किया है हम सह घटना की गिनती करेंगे अब वे क्या कह रहे हैं तो यह शब्दों के बारे में एक बहुत अच्छा विचार देता है तो कौन से ऐसे शब्द हैं जो समान हैं शब्दों के और मान लीजिए कि आपको पता है कि किसी भी के लिए सह घटना संभावना क्या है अब शब्द वैक्टर बनाने की कोशिश करें कि जब आप बीच में एक डॉट उत्पाद करते हैं तो आप वास्तविक सह घटना के करीब पहुंचते हैं जिसे आप कॉर्पस में देख रहे हैं और ऐसा करने से आपको एक कम आयामी प्रतिनिधित्व मिलेगा और यह उन शब्दों का भी ध्यान रखेगा जो बहुत कम आ रहे हैं जहां आपके पास सह घटना की भविष्यवाणी करने के लिए कॉर्पस में पर्याप्त डेटा नहीं है और यह सरल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ऐसा है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखिए इसलिए शब्द f को भूल जाइए f कुछ सिंपल फंक्शन हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि यदि कुछ शब्द निश्चित सह घटना हैं तो हम बहुत लोकप्रिय हैं आप उन लोगों के प्रति अपनी शिक्षा को आधार नहीं बनाते हैं आप बस एक निश्चित बिंदु पर उन क्लिप को देखें तो ऊपर जो कुछ है वह इस एक में परिवर्तित हो जाएगा तो यह इस ग्लोव वैक्टर का मुख्य विचार है इसलिए आप i और j के लिए शब्द परिभाषा में हैं जो आप सीखना चाहते हैं एक विचार उन्हें सीखने की कोशिश करता है जो इस तरह से हैं कि वे सह घटना संभावना से जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उनका जैसा हो रहा है तो P i j सह घटना से है आप या तो PMI स्थिति संभावना या कई अन्य चीजों का उपयोग कर सकते हैं तो पता लगाएं कि हम Wi W j जैसे कि वे इस सह घटना संभावना के करीब हैं और फिर हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैं और आप इस उद्देश्य फ़ंक्शन का अनुकूलन करते हैं और अपने विभिन्न भारों को सीखने की कोशिश करते हैं इसलिए आप दोनों शब्दों में से सर्वश्रेष्ठ को संयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं गिनती आधारित विधियों और प्रत्यक्ष भविष्यवाणी विधियों का उपयोग करना और इन दोनों का उपयोग करके आप अपने शब्द वैक्टर के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं और ये वैक्टर भी बहुत लोकप्रिय हो गए हैं क्योंकि प्रशिक्षण तब मेरे स्किप ग्राम मॉडल की तुलना में बहुत तेज है क्योंकि अब आप अपने और सभी खिड़कियों में प्रत्येक व्यक्तिगत शब्द पर नहीं जा रहे हैं आपके पास पहले से ही कंप्यूटर की गणना है अब आप केवल जोड़े शब्द जोड़े और एक अधिकतम को देख रहे हैं और यहां तक कि छोटे कॉर्पस और छोटे वैक्टर के साथ भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है तो एक अच्छी बात यह है कि मान लीजिए कि आप अपने कार्य में इस वेक्टर खोज का उपयोग करना चाहते हैं इसलिए या तो वर्ड वैक्टर या ग्लोव वैक्टर अलग अलग वेबसाइटों पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हैं तो हमने ग्लोव के लिए पिछले व्याख्यान में वेबसाइट को पहले से ही क्या बताया आप इस स्टैनफोर्ड वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां आप कोड के साथ साथ वैक्टर भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये वैक्टर आप अपने कई कार्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं जहां आप यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या 2 शब्द समान हैं या आप कुछ सादृश्य कार्य को खोजने की कोशिश कर रहे हैं a a से b है तो c क्या है और कई अन्य अनुप्रयोगों में उनका उपयोग किया गया है इसलिए मुझे लगता है कि इस उष्णकटिबंधीय वितरण शब्दार्थ के लिए मुझे यही कहना था यह एक बहुत ही अच्छा अनुसंधान क्षेत्र है और बहुत से नए विचार हो रहे हैं इसलिए मुझे आशा है कि हमने जो भी चर्चा की है वह आपको इस क्षेत्र में क़ागज़ात को समझने में मदद करेगा यदि आप और अधिक गहराई में जाना चाहते हैं और आप अपने कई अनुप्रयोगों के लिए इन विचारों को आज़मा सकते हैं तो अगले हफ्ते में हम क्या करेंगे तो हम leska semantic की एक अलग धारणा के साथ शुरू करेंगे तो शब्दों के बीच शब्दार्थ खोजने के लिए लेक्सिकॉन का उपयोग कैसे करें धन्यवाद